हेलो स्टूडेंट्स तो हमने अंतिम कक्षा में रीमान इंटीग्रेबल फंक्शनस पड़ा और यह देखा कि रीमाननियन सम किस प्रकार इससे तथा डेफिनेट इंटीग्रल से जुड़ा हुआ है और साथ ही हमने रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन की प्रॉपर्टीस का भी अध्ययन किया आज हम रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन की कुछ और प्रॉपर्टीस का अध्ययन करेंगे जिसके बाद हम फंडामेंटल थ्योरम आफ इंटीग्रल कैलकुलस तथा एंटीडेरिवेटिव व प्रिमिटिव पर जाएंगे तो जैसा कि मैंने प्रॉपर्टीज के बारे में कहा थारीमान इंटीग्रेबल फंक्शन की अगली प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी 5 यदि f रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है तो भी एक रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन होगा और साथ ही abfdxabfdx तो इसका अर्थ हुआ कि मॉड ऑफ फंक्शन f भी रीमान इंटीग्रेबल होगा तथा उपरोक्त इनेकुवेलिटी को संतुष्ट करेगा हमारी अगली प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी 6 कुछ उसी प्रकार की है जिस प्रकार की हमने पहले भी लिमिट कंटिन्यूटि तथा डिफरेंटीबिलिटी मे दो फलनों के लिए देखी है जैसा कि हम जानते हैं कि यदि f तथा g दो कंटीन्यूस फलन हो तो इनका योग भी कंटीन्यूस होगा या जिस प्रकार यदि आप लिमिट की गणना कर रहे हैं और यदि lim 𝑓 तथा lim 𝑔 एक्सिस्ट करती हैं तो इनका योग या अंतर या गुणा भी एक्सिस्ट करेगे तो यहां पर भी हमारे पास इसी प्रकार की थ्योरम है यदि f तथा g दो रीमान इंटीग्रेबल फंक्शनस है तो उनका योग तथा गुणा भी रीमान इंटीग्रेबल होगा भाग के लिए हमें g के संपूर्ण अंतराल ab में अशून्य होने का प्रतिबंध भी चाहिए होता है तभी हम रीमान इंटीग्रेबिलिटी की बात कर सकते हैं

तो हम कह सकते हैं कि यह लिमिट तथा कंटिन्यूटि की तरह ही है तथा दो फलनों के योग तथा अंतर के गुण भी उसी तरह के हैं इन थ्योरम का प्रूफ भी आप मेरी बताई किताब में देख सकते हैं रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन मे आगे अब हम पढ़ेगे प्रिमिटिव जिससे हम एंटीडेरिवेटिव भी कहते हैं तो इसकी परिभाषा के अनुसार यदि f एक डिफरेंटीएबल्ड फंक्शन इस प्रकार है कि संवर्त अंतराल ab मे 𝐹′ 𝑓 तो F को फलन f का प्रिमिटिव या एंटीडेरिवेटिव कहते हैं साथ ही F को f का इंटीग्रल फंक्शन भी कहा जाता है तो इससे हमारा क्या अर्थ है इसे समझने के लिए हम f का इंटीग्रल axftdt लिखते हैं तो F फलन f के इंटीग्रल को प्रदर्शित करता है और यदि हम दोनों ओर का डेरिवेटिव ले तो बाएं हाथ की तरफ हमें 𝐹′ मिलेगा जो कि फलन f के बराबर होगा तथा इस परिभाषा के अनुसार F को हम फलन f का एंटीडेरिवेटिव या इंटीग्रल कहेंगे पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह लिखने के लिए हमें f तथा F पर कुछ विशेष कंडीशनस लगानी पढ़ती हैं हम ऐसे ही किसी भी फलन F की इंटीग्रल फॉर्म नहीं लिख सकते हैं इसका पहला क्राइटेरिया है फलन का कंटीन्यूअस फलन होना प्रत्येक कंटीन्यूअस फलन f का प्रिमिटिव होता है अर्थात यदि f एक कंटीन्यूअस फलन है तो इसका इंटीग्रल फॉर्म लिखा जा सकता है अतः फलन f के लिए हमारा पहला क्राइटेरिया हुआ कि इसे कंटीन्यूअस होना चाहिए और तब आप f की इंटीग्रल फॉर्म F लिख पाएंगे हम इसे एक छोटी थ्योरम की तरह लिखेगे हैं तो हमारी प्रथम थ्योरम होगी यदि एक फलन f संवर्त अंतराल ab में बाउंडेड तथा इंटीग्रेबल हो तो हम एक फलन F इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि Fxaxftdt यह अंतराल ab मे कंटीन्यूअस होगा और यदि f संवर्त अंतराल ab मे कंटीन्यूअस है तो F इसका प्रिमिटिव होगा और हम इसे 𝐹′𝑥 𝑓𝑥 लिख सकते हैं तो यदि आपके पास एक बाउंडेड फलन f हे तो इस स्थिति में कंटिन्यूटी क्राइटेरिया बिल्कुल साफ है क्योंकि यह दिखाने के लिए कि फलन कंटीन्यूअस है आप F को कुछ बिंदुओं पर Fx Fcaxftdt acftdt ले और यहां से हम दिखा सकते हैं कि f बाउंडेड है तो यह है कि फलन F संवर्त अंतराल ab में कंटीन्यूअस है और यदि आपका फलन f कंटीन्यूअस हे तो आपका F वास्तव में इसका प्रिमिटिव या एंटीडेरिवेटिव है और इस थ्योरम से या इस परिभाषा से ही हमारी पहली फंडामेंटल थ्योरम आफ इंटीग्रल कैलकुलस निकलती है अब हम यहां पर रीमान इंटीग्रेशन की सबसे महत्वपूर्ण थ्योरम को बताने जा रहे हैं जिसे हम फंडामेंटल थ्योरम आफ इंटीग्रल कैलकुलस कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम आफ इंटीग्रल कैलकुलस के अनुसार एक फलन f संवर्त अंतराल ab में बाउंडेड तथा इंटीग्रेबल हो तो एक फलन F संवर्त अंतराल ab मे इस प्रकार विद्यमान होगा कि 𝐹′𝑥 𝑓𝑥 और हम abfxdxFb Fa लिख सकते हैं तो इसका अर्थ यह हुआ कि एक फलन f संवर्त अंतराल ab में बाउंडेड तथा रीमान इंटीग्रेबल हो और यदि 𝐹′𝑥 𝑓𝑥तो इस स्थिति में abfxdxFb Fa तो यह एक तरीके से न्यूटोनियन इंटीग्रल है न्यूटोनियन इंटीग्रल मे भी फलन का प्रिमिटिव या एंटीडेरिवेटिव ज्ञात करते हैं तो मेरे कहने का अर्थ यह है कि अगर हमारे पास कुछ 12x5dx ऐसा है तो यही हमारा f है और हमें ऐसा F ज्ञात करना है कि 𝐹′𝑥 𝑓𝑥 अर्थात हमें एंटीडेरिवेटिव ज्ञात करना है और यदि हम कोई ऐसा 𝐹′𝑥 ज्ञात कर सके की 𝐹′𝑥 𝑓𝑥 तो इस स्थिति में इंटीग्रल और कुछ नहीं बल्कि F के बिंदु 2 व बिंदु 1 के अंतर के बराबर होगा तो इस परिस्थिति में 𝐹′𝑥 ज्ञात करना बहुत आसान है तो यहां हमारा 𝐹𝑥 x66 होगा और यदि हम 𝐹𝑥 का अवकलन करते हैं तो हमें x5 प्राप्त होता है और यहां यह x5 ही हमारा f है और आप देख सकते हैं कि अब यह हमारा F है अब यदि यह हमारा F है तो 266 166 हमारा उत्तर होगा तो इस फंडामेंटल थ्योरम आफ इंटीग्रल कैलकुलस के आधार पर हम देख सकते हैं कि एक फलन तथा उसका एंटीडेरिवेटिव किस प्रकार संबंधित होते हैं यह इंटीग्रल कैलकुलस की एक महत्वपूर्ण थ्योरम है आशा करता हूं कि आप इसे समझ भी जाएंगे मैं आपको कुछ उदाहरण देने का प्रयास करूंगा उदाहरण शुरू करने से पूर्व रीमान इंटीग्रेबल फंक्शनस की 2 ओर थ्योरमस पढ़ेंगे तो हमारी प्रथम थ्योरम जिसे हम पड़ेंगे वह प्रथम मध्यमान थ्योरम कहलाती है प्रथम मध्यमान थ्योरम मे फलन f तथा g लेते है तथा लगभग यह डिफरेंटीयल कैलकुलस की मध्यमान थ्योरम की तरह ही है डिफरेंटीयल कैलकुलस मे आपके पास एक फलन होता है जो विवर्त अंतराल ab मे डिफरेंटीयल फंक्शन है तथा संवर्त अंतराल ab मे कंटीन्यूअस है तो हम अंतराल ab मे एक बिंदु c इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं कि f f fb a तो यहां पर भी यह ऐसी ही है यदि f तथा g संवर्त अंतराल ab मे दो रीमान इंटीग्रेबल फंक्शनस है तथा ab मे g का चिन्ह समान रहता है तो f के बाण्ड्स के मध्य 𝜇 एक ऐसा विद्यमान होगा कि इनके गुणन का इंटीग्रेशन abfgdx μ abgdx होगा तो प्रथम मध्यमान थ्योरम के अनुसार f तथा g दो रीमान इंटीग्रेबल फंक्शनस है तथा ab मे g का चिन्ह समान रहता है तो हमारे पास एक ऐसा मान 𝜇 होगा जो f के अपर बाण्ड् तथा लोवर बाण्ड् के मध्य विद्यमान होगा दो इन फलनों के गुणन का इंटीग्रेशन abfgdx μ abgdx होगा और यही हमारी प्रथम मध्यमान थ्योरम है तो आप यहां देख सकते हैं कि फलनों के गुणन का इंटीग्रेशन करने के बजाएं हमने फलन f को इसके मान 𝜇 से प्रतिस्थापित कर दिया जिसे यह अंतराल ab मे कहीं प्राप्त करता है और मैं नहीं जानता कि यह मान अंतराल ab मे 𝑥 𝑥2 या 𝑥3 जैसे किसी बिंदु पर हो सकता है और यह 𝜇 का मान इंटीग्रल abgdx से गुणा करते हैं तो हमें इंटीग्रल के बाँयी ओर का मान प्राप्त होता है तो यह इस तरह से एक मध्यमान थ्योरम है तो हम फलन f का एक ऐसा मान अपर बाण्ड् तथा लोवर बाण्ड् के मध्य लेना होगा अगली थ्योरम जिसे हम द्वितीय मध्यमान थ्योरम पढ़ेंगे जिसके अनुसार यदि abfdx तथा abgdx इग्जिस्ट करते हैं तथा f एक मोनोटोनिक फलन है तो संवर्त अंतराल ab मे एक बिंदु c होगा कि abfgdx fa acgxdxf cbgdx तो यह एक और दिलचस्प थ्योरम है इसमे हमारे पास दो रीमान इंटीग्रेबल फंक्शनस f और g इस प्रकार है ताकि इन दोनों डेफिनिटी इंटीग्रल का अस्तित्व है और फंक्शन f संवर्त अंतराल ab पर मोनोटोनिक है हमें केवल फंक्शन f की मोनोटोनिसिटी की आवश्यकता है तब हमें संवर्त अंतराल ab में एक बिंदु c हमें इस प्रकार मिल जाएगा कि abfgdx fa acgxdxf cbgdx तो इसका अर्थ यह है कि गुणन का इंटीग्रल ज्ञात करने के लिए हमें बस सिरे के बिंदुओं पर फंक्शन f निकालना होगा तथा इंटीग्रल acgdx और cbgdx निकालने होंगे इनसे हम इस डेफिनिटी इंटीग्रल का मान ज्ञात कर सकेंगे यह एक महत्वपूर्ण थ्योरम है तो मैंने आपको जो पाठ्यक्रम दिया हुआ है और प्रथम व्याख्यायन में जो हमने पार्टीशन रीमान इंटीग्रेबल फंक्शनस और कुछ गुणधर्म तथा उसके बाद मध्यमान थ्योरम पढ़ने की योजना बनाई थी अभी तक हमने थ्योरेटिकल हिस्सा पढ़ लिया है और क्योंकि यह बहुत बड़ा विषय है इसी लिए मैं इनका विवरण जानने के लिए आपको कुछ किताबें पढ़ने का सुझाव दूंगा जैसे कि एस के मापा व शांति नारायण मैं कोशिश करूंगा की इंटीग्रेबिलिटी कंडीशनस को समझने के लिए आपको 2 3 उदाहरण दूं और 1 या 2 उदाहरण फंडामेंटल थ्योरम आफ इंटीग्रल कैलकुलस पर दूं मेरे ज्यादातर व्याख्यायन में यही पर लिखूंगा और उदाहरण या थ्योरम करूंगा किंतु मेरे कुछ व्याख्यायन में चीजें समझाने के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का भी इस्तेमाल करूंगा अतः यह बोर्ड पर लिखने व पी पी टी का मिश्रण होगा और अगले व्याख्यायन में मैं रीमान इंटीग्रेबिलिटी और फंडामेंटल थ्योरम आफ इंटीग्रल कैलकुलस पर कुछ उदाहरण करवा लूंगा और आज का व्याख्यायन यहीं समाप्त करते हैं धन्यवाद